यह पता चला है कि एक साइनसॉइडल इनपुट के लिए एक लीनियर सर्किट की फार्स रिस्पांस को खोजने का एक और भी शानदार तरीका है यह देखते हुए कि हम एक्सपोनेंशियल s t का समाधान जानते हैं और हम यह भी जानते हैं कि ये लीनियर सर्किट हैं मैं यहां एक R C फिल्टर दिखाऊंगा लेकिन यह किसी भी क्रम के किसी भी लीनियर प्रणाली पर लागू होता है मैं इस उदाहरण के साथ जारी रखूंगा लेकिन यह हो सकता है किसी तरह मैं यहां एक सामान्य प्रणाली के बारे में सोच सकता हूं जहां मैं कुछ लीनियर प्रणाली के लिए V p cos ω t लागू करता हूं तो मुझे कुछ मान लीजिए V c 1 मिलेगा तो यहाँ मैं केवल स्थिर अवस्था रिस्पांस भागों पर विचार कर रहा हूँ तो मान लें कि यह V c 1 स्थिर अवस्था है और V c 2 स्थिर अवस्था रिस्पांस है तो V c 1 स्थिर अवस्था है जो V p cos t पर रिस्पांस करती है V c 2 प्रतिक्रियाशील रूप से स्थिर अवस्था है V p × sin ω t और हम जानते हैं कि यह सुपरपोजीशन का अनुसरण करता है तो स्थिर स्थिति प्रतिक्रियाएं सुपरपोजीशन का पालन करती हैं तो अब मुझे क्या करना चाहिए मान लीजिए कि मैं इस कुछ संख्या और इस किसी अन्य संख्या को भारित कर सकता हूं और जोड़ सकता हूं यह इस कुछ संख्या को भारित करने और इस इस संख्या को भारित करने की प्रतिक्रिया होगी क्या यह नहीं है या अगर मैं इस R c फिल्टर को अल्फा × के साथ इनपुट के रूप में और बीटा × की कल्पना करता हूं कि इनपुट के रूप में स्टेडी स्टेट रिस्पांस अल्फा × वी सी 1 बीटा × वी सी 2 होगी क्या यह आंशिक रूप से आश्वस्त है यह सिर्फ सुपरपोजीशन है तो दिलचस्प बात यह है कि अब मान लीजिए कि यह 1 है और यह j है मैं p cos ω t ϕ j × V p sign ω t ϕ चिन्ह t लूंगा यह सब आपके दिमाग में है

मेरा मतलब है कि इस बारे में चिंता न करें कि हमें वोल्टेज के रूप में j × V p कैसे मिलता है तो वास्तविक इनपुट क्या है जिसे आप लागू कर रहे हैं यह V p एक्सपोनेंशियल j ω t ϕ के इनपुट को लागू करने के बराबर है और उस पर प्रतिक्रिया है अब इसका समाधान मुझे पहले से ही पता है यह क्या है इस विशेष परिपथ के लिए V p एक्सपोनेंशियल j ω t ϕ का स्थिर अवस्था समाधान क्या है मेरे पास दो लीनियर सिस्टम हैं पहले वाले में एक इनपुट V p cos ω t ϕ है दूसरे में एक इनपुटV p sin ω t ϕ है पहले वाले की रिस्पांस V c 1 है दूसरे की रिस्पांस V c 2 है इसलिएअगर मैं किसी तीसरे सिस्टम पर आवेदन करता हूं तो शायद मैं उन तस्वीरों को दिखाऊंगा तो मान लें कि प्रतिक्रिया V c 1 से V p cos ω t ϕ है और प्रतिक्रिया V c 2 से V p sin ω t ϕ है और इसलिए यदि मेरे पास V p × अल्फा cos ω t ϕ बीटा × sin ω t ϕ है स्थिर अवस्था प्रतिक्रिया अल्फा ×V c 1 बीटा समय V c 2 होगी तो स्पष्ट रूप से यह किसी भी अल्फा और बीटा के लिए आता है इसलिए मैं 1 के बराबर अल्फा और j के बराबर बीटा का उपयोग करूंगा तो V p एक्सपोनेंशियल jωt ϕ की प्रतिक्रिया V c 1 j × V c 2 होगी तो R सर्किट की रिस्पांस V p क्या हैं समय देखें 0510 एक्सपोनेंशियल j ω t ϕ की प्रतिक्रिया क्या है V p एक्सपोनेंशियल st की प्रतिक्रिया क्या है यह क्या था स्टेडी स्टेट रिस्पांस V p 1 SCR एक्सपोनेंशियल st तो यह और कुछ नहीं V p एक्सपोनेंशियल j ϕ एक्सपोनेंशियल j ω tहै तो इसका समाधान V p एक्सपोनेंशियल j ω t ϕ 1 j ω C R एक्सपोनेंशियल j ωt है और मैं वापस ϕ वहाँ रख सकता हूँ मैं इसे V p एक्सपोनेंशियल j ω t ϕ 1 j ω C R लिख सकता हूँ उत्तर मुझे पहले से ही पता है कि यहां लाभ है मैंने सुपरपोजीशन किया इनपुट V p एक्सपोनेंशियल j ω tϕ हो गया और इसका उत्तर मुझे पहले से ही पता है फिर क्या अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को अलग से लिखता हूं तो यह R c d v c 1 d t V c 1 बराबर V p cos ω t ϕ और R c d v c 2 d t V c 2 V p sin ω t ϕ s है यहां ये गुणांक सभी वास्तविक हैं यदि इमेजिनरी के लिए वे गुणांक जो एक पूरी तरह से वैलिड लीनियर डिफरेंशियल एक्वेशन है हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप उन्हें क्रॉस कर लेंगे मेरा मतलब है कि यह आपको वह दे सकता है माइनस 1 का यह वर्गमूल हमें केवल वही स्थान मिलता है जहाँ हम सुपर पोजीशन करते हैं हम इसे 1 से गुणा करते हैं और हम इसे j से गुणा करते हैं और फिर इसे जोड़ते हैं तोएकमात्र स्थान जहां यह j प्रकट होता है जब यह इसे गुणा करता है इस वजह से जब आप V p घातीय j t की प्रतिक्रिया की गणना करते हैं तो वास्तविक भाग यहां प्रतिक्रिया है और इमेजिन भाग वहां प्रतिक्रिया है यहां महत्वपूर्ण बात यह है कियह लाइनर सिस्टम है जिसके डिफरेंशियल ईक्वेशन में केवल वास्तविक गुणांक होते हैं अब निश्चित रूप से कोई भी सर्किट इसका अनुसरण करेगा क्योंकि हमारे सभी एक्सपोनेंशियल मूल्य वास्तविक हैं लेकिन डिफरेंशियल ईक्वेशन का निर्माण करना संभव है मेरा मतलब है कि मैं यहां सिर्फ एक j डाल सकता हूं हम इसका समाधान ढूंढ सकते हैं लेकिन तब आप यह नहीं कह सकते कि असली हिस्सा वहीं से आ रहा है क्योंकि आपको सिस्टम के अंदर सिर्फ j के कारण एक जटिल हिस्सा भी मिल सकता है तो यह वास्तविक हिस्सा है और यह काल्पनिकइमेजिन हिस्सा है क्या यह ठीक है तो यह काम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल प्राप्त करने के लिए कॉस और साइन को सुपरपोज़ करने का एक तरीका है और सामान्य रूप से काम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के समाधान सरल हैं बीजगणितीय रूप से साइनसोइडल के समाधान की तुलना में है निश्चित रूप से एक ही समाधान है लेकिन सूत्र थोड़े अधिक गड़बड़ दिखते हैं क्योंकि मेरे पास यह अल्फा cos beta sin था और फिर मुझे कांस्टेंट खोजने होंगे अबनिश्चित रूप से इसे करने का यह एक आसान तरीका हैऐसा करते समय आपको वही उत्तर मिलेगा इसलिएमैं आपसे सभी तीन तरीकों को आजमाने का आग्रह करता हूं यह सबसे पहले एक बहुत ही सरल सर्किट है तोआप अल्फा cos beta sin के रूप में एक समाधान डालते हैं कांस्टेंट ढूंढते हैं आप कॉस को एक्सपोनेंशियल j ω एक्सपोनेंशियल माइनस j ω के रूप में विघटित करते हैं समाधान ढूंढते हैं और अंत में आप ऐसा करते हैं आपको समाधान मिल जाएगा फिर समाधान क्या है V c 1 क्या है फाॅर्स रिस्पांस क्या है इसका वास्तविक हिस्सा क्या है यदि यह स्रोत R और C है तो समाधान V p 1 j ω c R एक्सपोनेंशियल j ω t ϕ है यह फाॅर्स रिस्पांस फिर से हम केवल फाॅर्स रिस्पांस के बारे में बात कर रहे हैं और यदि आपके पास V p cos ω t ϕ उत्तेजना के रूप में प्रतिक्रिया इसका वास्तविक हिस्सा होगी तो इसका असली हिस्सा क्या है इसका वास्तविक हिस्सा और इसे करने के कई तरीके क्या हैं सबसे पहले मुझे लगता है कि हम पहले से ही काम्प्लेक्स नंबर्स को शामिल करने वाली गणनाओं के साथ बहुत सहज हैं काम्प्लेक्स नंबर्स के दो रूप हैं यह एक आयताकार रूप के रूप में नहीं है जहां समीक्षा करें x और y सम्मिश्र संख्या या ध्रुवीय रूप के निर्देशांक यह एम्पलीटूडे और आर्गुमेंट या एंगल के लिए यहाँ है अब दोनों अभ्यावेदन स्पष्ट रूप से उपयोगी बताते हैं कि यह सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ना अधिक सुविधाजनक है यह सम्मिश्र संख्याओं को गुणा करना अधिक सुविधाजनक है तोअगर मैं यहां इसका उपयोग करता हूं तो मेरे पास 1 1 jω c R क्या है इसका एम्पलीटूडे क्या है एम्पलीटूड और वह एम्पलीटूड है औरआर्गुमेंट minus tan inverse ω c R है इसे करने के कई तरीके हैं समय देखें १०५२ तो आपको वास्तविक हर और फिर एक सम्मिश्र अंश वगैरह मिलता है तो अंत में इसका उत्तर V p 1 c R वर्ग का वर्गमूल और t ऋणात्मक समय व्युत्क्रम c R का cos होगा तोआप एक लीनियर सिस्टम के लिए एक साइनसॉइडल लागू करते हैंआप इसके साथ क्या प्राप्त करते हैं एक साइनसॉइडल बिल्कुल उसी उपचार c के साथ एम्पलीटूड बदल जाएगा और फेज बदल जाएगा आयाम कितना बदल जाएगा और फिर कितना चेहरा बदल जाएगा यह सर्किट पर निर्भर करता है तो यह फेज की मात्रा कहती है और यही वह कारक हैजिसका एम्पलीटूड परिवर्तन है तो यह स्पष्ट रूप से सर्किट के साथ साथ आवृत्ति पर भी निर्भर करता है तो आप एक बार जब आप इसमें कैपेसिटर लगा सकते हैं या इंडक्टर्स आपके पास फ़्रीक्वेंसी सेलेक्टिव सर्किट हो सकते हैं जो कि अलग फ़्रीक्वेंसी पर अलग व्यवहार करते हैं स्पष्ट रूप से आप इस एक्सप्रेशन से ही देख सकते हैं कि ω बहुत बड़ा है आउटपुट का एम्पलीटूड बहुत छोटा होगा और यदि ω बहुत छोटा है तो एम्पलीटूड इनपुट के समान है और1 Rc की तुलना में बहुत छोटा है इसलिए यदि ω c बहुत छोटा है तो 1 आउटपुट एम्पलीटूड V p है जो की बहुत छोटा है तो 1 यह ω के इनवेरसेली प्रोपोरशनल हैं तो कोसाइन कोस एम्पलीटूड के रूप में इसका वास्तविक भाग प्रतिक्रिया V p विभाजित 1 ω वर्ग c वर्ग R वर्ग का वर्गमूल है और जिसका तर्क ω t ϕ माइनस टैन व्युत्क्रम ω c R है सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने नोटिस की है यहाँ यह है कि यदि आप एक लीनियर सिस्टम के लिए एक साइनसोइडल लागू करते हैं तो फाॅर्स रिस्पांस ठीक उसी आवृत्ति का एक साइनसोइडल होगीआप लीनियर सिस्टम से कोई नई आवृत्ति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं आपने cos of ω t लगाया है जिससे आप केवल प्राप्त करने जा रहे हैं cos ω t यह आयाम है परिवर्तन है यह फेज है परिवर्तन है जो कि सब कुछ है लेकिन यह रैखिक प्रणालियों की बहुत ही महत्वपूर्ण स्वीकृति है जो विश्लेषण और माप और परीक्षण दोनों के लिए हर चीज के लिए उपयोगी होगी